शुभ प्रभात मित्रों हम अपने एलीवेटर डिज़ाइन वाले व्याख्यान को आग बढ़ा रहे हैं वैचारिक स्तर पर हमने देखा है कि अगर मेरे पास एक हॉरिजोंटल टेल जैसा एलीवेटर है तो मैं 40 से 50 प्रतिशत कॉर्ड को एलीवेटर कॉर्ड की तरह ले सकता हूँ और शुरुआत के लिए यह एक ख़राब चुनाव नहीं है हमें भूलना नहीं है कि एलीवेटर की क्या आवश्यकता है एलीवेटर नियंत्रण का एक हिस्सा है यह अनुदैर्ध्य नियंत्रण देता है अर्थात आप वायुयान को विभिन्न CL पर उड़ाना चाहते हैं आप पीछे देखेंगे तो आप एक स्टैटिक्ली स्टेबल एयरप्लेन डिज़ाइन कर रहे हैं अतः अगर यह Cm विरुद्ध इस तरह है हम जानते हैं कि यह trim है जिस पर अगर मैं यथेष्ट गतिशील दबाव लगाता हूँ या एक सही अलटीटूड और वायु की गति के सापेक्ष गति से उड़ता हूँ तो मुझे सही लिफ्ट बनाने के लिए और अक्सेलरेशन बनाने में सक्षम होना होगा और आप जानते हैं कि LnW जहाँ n लोड फैक्टर है प्रश्न है कि अगर मैं इन अल्फा पर या उसके अनुरूप CL पर उड़ रहा हूँ और आप इस अल्फा पर या इसके अनुरूप CL पर एक समतल उड़ान भरना चाहते हैं तब क्योंकि वायुयान स्थैतिक रूप से स्थिर रहते इसकी विपरीत प्रतिक्रिया करेगा और एक ऋणात्मक पिचिंग मोमेंट बनाएगा अगर आप को बढ़ाना चाहते हैं तो यह स्वयं एक ऋणात्मक पिचिंग मोमेंट बनाएगा पर अगर आप वास्तव में यहीं उड़ना चाहते हैं तो आपको विमान को ट्रिम करना होगा और किसी तरह आपको इसे ख़तम करना होगा लेकिन ऐसा कैसे करेंगे मैं इसे एलीवेटर को ऊपर डिफ्लेक्ट कर करूँगा इससे नीचे की दिशा में लगने वाला एक बल बनेगा और CG यहाँ कहीं है इसलिए एक नोज अप मोमेंट बनेगी और यह उस मोमेंट के बराबर और ऋणात्मक होगा जो वायुयान के द्वारा स्थैतिक रूप से स्थिर रहने के लिए बनायी जा रही है इतना हम समझते हैं तब हमने इस बात को दोहराया कि ee0dedCLtrimCLtrim dedCLtrim CmCLCme Cme है एलीवेटर कण्ट्रोल पावर अर्थात एलीवेटर के प्रति इकाई विस्थापन के लिए कितनी मोमेंट बनेगी Cme के लिए जो मोमेंट पैदा होती है वह है dCmde एलीवेटर के प्रति इकाई विस्थापन से से बनने वाली पिचिंग मोमेंट यह महत्वपूर्ण सम्बन्ध है क्योंकि यह बताता है कि अगर मैं इस CLtrim पर उड़ना चाहता हूँ तो इस सम्बन्ध से दी जा रही ऋणात्मक मोमेंट को ख़तम करने में मुझे एलीवेटर को कितना विस्थापित करना होगा मुझे यही जानने की आवश्यकता है कि Cm0 और Cme क्या हैं और फिर CmCLCmeCLtrim और CmCL SM एक डिज़ाइनर की तरह आपको निर्णय करना है कि कितनी स्टैटिक मार्जिन के लिए वायुयान का डिज़ाइन कर रहे हैं संभवतः 10 15 प्रतिशत यह आपका चुनाव है मैं बार बार कह रहा हूँ मैं 15 प्रतिशत से शुरू करूँगा और मई जनता हूँ कि मर्फी के नियम से CG सीमा आड़े आएगी और मैं 10 प्रतिशत की तरफ बढूंगा अब सवाल यह है कि Cme क्या है यह Cme किस प्रकार एलीवेटर के आकार से संबंधित है यद्यपि अपने वैचारिक स्तर पर इसे 40 से 50 प्रतिशत तक लिया था इसे समझने के लिए पहले स्थिरता की कक्षा में किये गए एक सवाल को दोहराते हैं इससे पहले कि हम अपने वार्तालाप का निचोड़ निकालें कि मैं विभिन्न CL या पर वायु यान को ट्रिम कर सकता हूँ और विभिन्न e के लिए विभिन्न e requirement होगी अगर आप यहाँ या यहाँ ट्रिम करना चाहते हैं तो क्या मेरा एलीवेटर इतना शक्तिशाली है कि वायु यान को ट्रिम करा सके यह हमारा प्रश्न है हम एक उदाहरण लेते हैं और देखें कि यह सार्थक है या नहीं ध्यान दें कि एलीवेटर का अधिकतम विस्थापन इसके लैंडिंग के समय गति कम होने के समय होगा या इसके टेक ऑफ के समय जो की लगभग Vstall गति है जो कि Vstall से 10 प्रतिशत ज्यादा है अतः अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो max टेक ऑफ या लैंडिंग की परिस्थितियों के नजदीक में ही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि लैंडिंग के समय ग्राउंड इफ़ेक्ट के कारण कुछ अतिरिक्त e की जरुरत होती है मान लें एक विमान है जिसके लिए CmCG 020 0035 हमें एक वायु यान को देखें जो एक विंग और फुसेलगे का संयोजन है हमें CmCG इस तरह से मिल रहा है अर्थात जैसे में Cm को CG के विरुद्ध प्लॉट करता हूं तब यह कुछ ऐसा दिखेगा और यहां पर कुछ ऐसा और यह मान होगा 020 ऋणात्मक और लैंडिंग के समय आप चाहते हैं कि वायुयान अल्फा बराबर 10 डिग्री पर ट्रिम करे मान लें यह है Cm जो कि माइनस 0035 प्रति डिग्री है अगर आप Cm को प्रति डिग्री से प्रति रेडियन में बदलना चाहते हैं तो 573 से गुणा करें आपको प्रति रेडियन मान मिलेगा तब समस्या क्या है समस्या यह है कि इस विमान काCm विरुद्ध इस तरह का है और कि मुझे वायुयान को उड़ते हुए 10 डिग्री पर ट्रिम करना है यह वायुयान 10 डिग्री पर स्वयमेव ऋणात्मक मोमेंट बनाएगा मुझे इस ऋणात्मक मोमेंट को खत्म करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि Cm0 इस बिंदु तक ऊपर उठ जाता है तभी हम यहां पर ट्रिम कर सकेंगे क्योंकि Cm0 ऋणात्मक था इसलिए मैं इस वायुयान को धनात्मक एंगल ऑफ़ अटैक पर ट्रिम नहीं कर सकता हूं वायुयान को धनात्मक एंगल ऑफ़ अटैक पर ट्रेन कराने के लिए मुझे एलीवेटर का प्रयोग करना होगा हमें एलिवेटर का प्रयोग कर इस बिंदु को यहां से यहां हटाना होगा यद्यपि अगर आप की संरचना ऐसी है तो एक अच्छा डिजाइन नहीं है हम हमेशा प्रयास करते हैं कि Cm0 धनात्मक ही हो यह एक उदाहरण स्वरूप था जो आपको एक विस्तृत समझ देगा कि यह क्या किया जा रहा है प्रश्न है कि एलिवेटर का साइज क्या होना चाहिए ताकि मैं विमान को ट्रिम कर सकूं यही हमारा प्रश्न है अब हम देखें 10 डिग्री पर कितनी मोमेंट पैदा होगी हमें उसी को संतुष्ट करना है अर्थात 10 डिग्री पर पैदा होने वाली मोमेंट जो ऋणात्मक है उसे हमें हटाना है जिससे यह ट्रिम पॉइंट बन जाए क्योंकि मैं यहां से सरलता से 10 डिग्री पर CmCG को खोज सकता हूं यह होगा at 020 0035 10 055 माइनस 020 माइनस 0035 10 क्योंकि Cm alpha प्रति डिग्री है अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे मान मिलता है 055 इसलिए इतनी मोमेंट को मुझे हटाना है इसी से एलीवेटर का साइज निर्धारित होगा अब यह Cm जो कि ऋणात्मक 055 है को मिटाना है मैं लिखता हूँ CmCmee मुझको Cm को एलीवेटर से समाप्त करना है यह स्पष्ट है कि एलीवेटर को ऊपर उठाना होगा अब प्रश्न यह है कि e को कैसे देखें Cme क्या है जहाँ तक संख्याओं की सोच है हम यह समझते हैं किCm का मान माइनस 055 है जिसे हमें हटाना है इसलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि कितना एलीवेटर और कितना मान हैCme का जो सृजन करने में हमारा वायुयान समर्थ है और हम देखते हैं Cme क्या है याद करें Cme दिया गया है Cme VHCLt VH को हमने पहले ही मान लिया है और को हम ले सकते हैं 1 और जब एक बार मैंने सिमेट्रिक टेल को चुन लिया है तब मैं टेल का Cl2d जानता हूँ अतः वहां से मैं CL3d टेल को बदल सकता हूँ ऐसे रूप में CL3dCl2d1Cl 2dARe हम ले सकते हैं e 08 तब आपके पास है CL3d का एक मान जो कि टेल के लिए है मैं नहीं जानता कि क्या है फिर भी हमने माना है कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर एरिया का 50 भाग है एलीवेटर यह मैं सरलता से कर सकता हूँ मेरे पास एक बहुत लोकप्रिय चार्ट है है और यह कुछ ऐसा चलता है और यह मान मोटे तौर पर 0 8 है और यह 0 7 के अनुपात के अनुरूप है और विशेषकर 05 पर आप पाएंगे कि इसका मान लगभग 06 अगर यह 05 है यह का मान निकालने का एक तरीका है क्योंकि आपने पहले से ही एलीवेटर कॉर्ड का 40 से 50 प्रतिशत ले लिया है आप आसानी से का मान निकाल सकते हैं और इसके बाद आप मान निकाल सकते हैं पर यहाँ हम कुछ भिन्न करेंगे मैं जानता हूँ मुझे इस वायुयान को अल्फा १० डिग्री पर ट्रिम करना है और वर्त्तमान के लिए मैं ग्राउंड इफ़ेक्ट को नजर अंदाज करता हूँ सिर्फ प्रदर्शन के लिए हम ग्राउंड इफ़ेक्ट को नजरअंदाज करते हैं अर्थात या तो मेरे पास अतिरिक्त एलीवेटर है जब कि मैंने बताया कि एलीवेटर माइनस 25 से प्लस 25 है मैंने सुनिश्चित कर लिया है मेरा एलीवेटर माइनस 35 तक असरदार है सही वह कुछ ऊंची तरफ हो सकता है पर हाँ सवाल है आपको इतनी मार्जिन रखनी ही है इस उदाहरण में हम ग्राउंड इफ़ेक्ट को नजरअंदाज करते हैं आपको डिज़ाइनर के रूप में हमेशा 7 8 डिग्री मार्जिन रखनी ही है अर्थात अगर आपका एलीवेटर माइनस 25 से प्लस 25 डिग्री है तो किसी भी दिशा में 17 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएँ मोटे तौर पर ग्राउंड इफ़ेक्ट को भूल कर अब यह Cme व्यंजक है और Cme अगर आप देखते हैं CmeCme 05525 0022degree और रेडियन में यह होगा 57 3 यह होगा लगभग माइनस 1 1 1 जो कि Cme का प्रारूपी मान है अतः अगर आप जानते है Cme तब आसानी से मैं पा सकता हूँ Cme VHCLt यहाँ से हम कहते हैं कि जब से आपने विचार किया कि हमने VHको 066 के लगभग लिया है यह कोई भी संख्या 05 06 07 हो सकता है और मान लें कि हमने इसे 06 लिया है हम कहते हैं यह है करीब 39 रेडियन ठीक और Cme को भी आप रेडियन में रखें ऐसा करने से आप पाएंगे कि का मान लगभग 05 है अब अगर आप कहते हैं 05 इसका अर्थ इस चार्ट को देख कर 05 होता है अर्थात लगभग 04 यानी 40 होगा इसी तरह दिशा निर्देश बनते हैं मान लें कॉर्ड हॉरिजॉन्टल टेल का 40 50 है लेकिन एक डिज़ाइनर के रूप में मैं इतनी कॉर्ड ले लेता हूँ और इसे एलीवेटर के तौर पर स्टैबिलाइज़ करता हूँ तो मुझे के लिए करीब 0 5 मिलेगा जो एक अच्छी संख्या है एक बार के लिए 05 मिल जाने पर हम इस चार्ट का पुनर्निरीक्षण करते हैं जहां इसका मान 0 8 दिया है और यह है को जांचने का प्रयास करता हूँ कि 05 के लिए यह कितना हो जाता है यहाँ पर 05 है आप ग्राफ पर देखें यहां पर यह 04 है यहाँ पर 04 होगा इससे हम फिर 40 की सोच पर लौटते हैं आप सरलता से लिख सकते हैं अगर मैं इस पर ट्रिम करता हूँ मुझे चाहिए एलीवेटर एरिया जो हॉरिजॉन्टल टेल एरिया का 40 होगा या 04 गुणा हॉरिजॉन्टल टेल एरिया आप जानते हैं कि VH क्या है और आपके पास हॉरिजॉन्टल टेल एरिया का मोटा अनुमान है आप आसानी से एलीवेटर एरिया निकल सकते हैं जो फिर आपको बताता है हॉरिजॉन्टल टेल एरिया का 40 अगर यह आयताकार है तो कॉर्ड का 40 लेने से आपके आरम्भिक आकलन के लिए पर्याप्त होगा यह स्पष्ट है इस तरह मैंने दो चीजों को मिलाने का प्रयास किया है जिनमे से एक है ऐतिहासिक डाटा हम VH को लेते हैं लगभग 05 से 08 या 07 तो एलीवेटर कॉर्ड हॉरिजॉन्टल टेल कॉर्ड का 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होता है और इसको हमने एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया और आपने देखा कि संख्याएँ प्रतिष्ठित रूप से इसी क्षेत्र से आती हैं अतः जो भी ऐतिहासिक डाटा यहाँ है जब उनको सम्बद्ध कर दिया गया है जब उनको डेटाबेस में बदल दिया गया है यह भौतिकी सही थी इस लिए एक वैचारिक स्तर पर इनका उपयोग आपको हल के निकट लाता है फिर भी ऐसा करने के बाद आपको विश्लेहन कर अपने डिज़ाइन को और शुद्ध करना है एक अच्छा डिज़ाइन अच्छी शुरुआत नहीं होने पर उत्तम नहीं हो पाता है अतः आरम्भ निश्चित ही अति महत्वपूर्ण होता है और यही इस प्रणाली का उद्देश्य है बहुत धन्यवाद